तो अगली विशेषता जो इसको आगे बढ़ाता है वह है सुपरस्केलर एग्जीक्यूशन और इसे सुपर पाइपलाइनिंग भी कहते हैं इसमें क्या होता है कि अगर प्रोसेसर देखता है कि वहां इंस्ट्रक्शंस है जैसे कि पहले उदाहरण में हमने देखा ऐड R1 10 add R1 10 तथा ऐड R1 5 add R2 5 अब अगर ये यह देख पाने में समर्थ होता है कि इन इंस्ट्रक्शंस को आपस में कुछ नहीं करना है तो यह इनको साथ साथ एग्जीक्यूट कर सकता हे इसका मतलब आप इंस्ट्रक्शन फेच डीकोड तथा एग्जीक्यूट स्टेज को साथ साथ चला सकते हो आप इंस्ट्रक्शन फेच instruction fetch डीकोड तथा एग्जीक्यूट को दूसरे इंस्ट्रक्शन के लिए चला सकते हो हम इन दोनों को साथ साथ चला सकते हैं लेकिन इसके लिए हमें किस चीज की जरूरत है इसके लिए हमें बहुत सारे लॉजिकल यूनिटस चाहिए इसलिए तुम्हें हर स्टेज के लिए बहुत सारे हार्डवेयर्स चाहिए क्योंकि आप दो इंस्ट्रक्शंस को एक साथ फेच करना चाहते हो आप दो इंस्ट्रक्शंस को एक साथ डीकोड करना चाहते हो आप एक साथ दो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना चाहते हो या आप कुछ ऐसा करना चाहते होमान लो दूसरा इंस्ट्रक्शन ऐड R2 5 की जगह ऐड R1 3 हैतो क्या आप इसे पहले इंस्ट्रक्शन के साथ एग्जीक्यूट कर पाओगे आप इंस्ट्रक्शन फेच पैरेलली कर पाओगे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप एक साथ दो इंस्ट्रक्शंस को पैरेलल में एग्जीक्यूट नहीं कर सकते आप एक साथ दोनों को डीकोड कर पाओगे लेकिन जिस समय पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होगा तब क्या आप दूसरे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर पाओगे वास्तव में नहीं इस केस में क्या होगा दूसरे इंस्ट्रक्शन के लिए आपको NO OP साइकल एग्जीक्यूट करना पड़ेगा नो ओप नो ऑपरेशन है आपको इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि यह कुछ दूसरे इंस्ट्रक्शंस पर निर्भर करता है और तब आप इसे अगले साइकिल में एग्जीक्यूट कर पाओगे जैसे ही 10 R1 में ऐड हो जाएगा तब आप इसी साइकिल में 3 को R1 में ऐड कर पाओगे क्या आप किसी ऐसे उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं जहां पर इस प्रकार के आर्किटेक्चर के काम का उपयोग हो इस तरह के सामान्य ऑपरेशंस है जब आप लिनियर अलजेब्रा के ऑपरेशंस कर रहे होते हो जब आप मैट्रिसेज तथा वेक्टर पर काम कर रहे होते हो मान लीजिए आप एक वेक्टर को स्केल या डॉट प्रोडक्ट को कंप्यूट करने की कोशिश कर रहे हो इन सब में बहुत सारे ऑपरेशंस एक जैसे हैंजो की पूरी तरह से आत्मनिर्भर डाटा सेट पर काम करते हैं इसी तरह मान लीजिए कि आप दो वेक्टर्स A तथा B के डॉट प्रोडक्ट को कंप्यूट कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे आप उनमें से हर एक वेक्टर के पहले एलिमेंट को उठाएंगे उसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे फिर आप हर वेक्टर के दूसरे एलिमेंट को लेंगे तथा उसे मल्टीप्लाई करेंगेऔर फिर तीसरे एलिमेंट तथा अन्य एलिमेंट के साथ भी ऐसा ही करेंगे तो इनमें से हर एक आत्मनिर्भर है आप इन सब को अंत में ऐड करके एक कॉमन वैल्यू तक लाएंगे लेकिन यह सब करने के आसान तरीके भी हैं आप इन सब के लिए आसान एल्गोरिदम भी डिजाइन कर सकते हैं उदाहरण के लिए आप वेक्टर के पहले हाफ के परिणाम को ट्रैक करने के लिए उसे एक अलग वेरीएबल में रख सकते हो तथा वेक्टर के दूसरे हाफ के डॉट प्रोडक्ट को आप एक दूसरे वेरीएबल में रख सकते हो फिर अंत मैं आप इन दोनों को जोड़ सकते हो इस प्रकार आप बहुत बड़ी मात्रा में इन्हें पैरैललाइज कर सकते हो इस प्रकार जब आप वेक्टर के पहले हाफ पर ऑपरेशंस कर रहे होते हो तथा जब आप वेक्टर के दूसरे हाफ पे ऑपरेशंस कर रहे होते हो वे सब आत्मनिर्भर हैं वे एक दूसरे के साथ कुछ नहीं कर रहे होते हैं इसलिए आप अपने कोड को इस तरह से पुनः व्यवस्थित कर सकते हो जिससे कि पहले हाफ के तथा दूसरे हाफ के इंस्ट्रक्शंस एक साथ एग्जीक्यूट हो सकें और यह सुपर स्केलर एग्जीक्यूशन का एक बहुत ही बढ़िया उपयोग होगा तो वह क्या मुद्दे हैं जो हम पाइपलाइनिंग तथा सुपर पाइपलाइनिंग में फेस करते हैं बहुत सारे मुद्दे हैं इनमें से पहला जो कि हम पहले भी देख चुके हैं वह है डाटा डिपेंडेंसी यह कई तरह के रूप ले सकता है लेकिन उनमें से एक जैसे कि हम R1 में 10 को ऐड कर रहे थे तथा फिर हम 3 को R1 में ऐड कर रहे थे लेकिन आप 3 को रजिस्टर में तब तक ऐड नहीं कर सकते जब तक कि रजिस्टर खाली नहीं हो जाता यह पहले से ही कुछ ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा है और वहां रजिस्टर में कुछ लिखा जा रहा है इसलिए आप उस पॉइंट पर कोई साइकिल एग्जीक्यूट नहीं कर सकते कई प्रकार की डाटा डिपेंडेंसीज है हम इनके बारे में बाद में बात करेंगे दूसरा मुद्दा ब्रांचिंग का है तो हम इन पाइपलाइंस के साथ क्या करने वाले हैं हम इन पाइपलाइन को भरने वाले हैं मान लो यह सब साइकिलस हैं और यह पाइपलाइन और इंस्ट्रक्शंस कैसे एग्जीक्यूट होते हैं तो मान लीजिए हमने दो इंस्ट्रक्शंस को एक साथ ईशु कर दिया यह सुपर पाइपलाइनिंग है तथा अगली साइकिल में हमने दो और इंस्ट्रक्शंस को ईशु कर दिया फिर किसी पॉइंट पर हमें यह एहसास हुआ कि यह इंस्ट्रक्शन ब्रांच इंस्ट्रक्शन है जब आपने इंस्ट्रक्शन को डीकोड किया तब आपको यह एहसास हुआ कि यह ब्रांच इंस्ट्रक्शन है तो अब क्या होगा होता क्या है कि जो इंस्ट्रक्शन इससे पहले एग्जीक्यूट हो रहा था वह तो ठीक है वह तो किसी ना किसी तरीके से एक्जिक्यूट हो ही जाएगा लेकिन उन इंस्ट्रक्शंस का क्या होगा जो इसके बाद एग्जीक्यूट होंगे तो हम यहां पर यह मान रहे हैं कि प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस को सीक्वेंशियल ऑर्डर में उठाता है तथा फिर उनको पाइपलाइन में डालता है तो उन इंस्ट्रक्शंस का क्या होता है जोकि ब्रांच इंस्ट्रक्शंस के बाद आते हैं आपको उनसे असल में छुटकारा पाना है क्योंकि आपको किसी दूसरे कोड के टुकड़े पर जंप करना है इसलिए इन इंस्ट्रक्शंस को फेंकना ही पड़ेगा इसलिए यह एक व्यर्थ का काम है आप इन सब इंस्ट्रक्शंस को उठाते हो फिर आप उन्हें पाइपलाइन में डालते हो लेकिन वह सब व्यर्थ चला गया आपने उन सब इंस्ट्रक्शंस को पुर्ण नहीं किया आप उन सबको समाप्त नहीं कर पाए अन्य मुद्दा मेमोरी लेटेंसी का है लेकिन यह पाइपलाइनिंग से परे जाता है यह एक सामान्य मुद्दा है समस्या यह है कि प्रोसेसर कुछ 3 गीगाहर्टज 4 गीगाहर्टज की फ्रिकवेंसीज पर ऑपरेट करता है अगर आप कुछ मेमोरी ऑपरेशन करते हैं अगर आपको कुछ डाटा मेमोरी से फेच करना है तो यह उस डाटा को लाने में काफी समय लेता है यह 100 या उससे भी ज्यादा साइकिल्स ले सकता है जब कि आपका इंस्ट्रक्शंस 4 5 साइकल या 4 5 नैनोसेकंडस में एग्जीक्यूट हो सकता है लेकिन क्योंकि यह मेमोरी से कुछ डाटा या इंस्ट्रक्शन लाने की कोशिश कर रहा होता है सिर्फ डाटा को लाने में यह कई सौ साइकिल्स ले सकता है प्रोसेसर की परफॉर्मेंस तथा यह मेमोरी से डाटा लाने में जो समय लेता है उस में बहुत बड़ा अंतर है तो इस केस में पाइपलाइनिंग में क्या होगा मान लो कि मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन है जैसे कि ऐड R1 add R1 लेकिन इसमें 10 ऐड करने के बजाए मुझे एक कांस्टेंट ऐड करना है जिसके लिए मुझे मेमोरी में जाने की जरूरत नहीं है मैं रजिस्ट्रर में एक ऐसे डाटा को ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं जो कि मेमोरी लोकेशन 1000 पर है तो यहां पर क्या हुआ होगा यहां पाइपलाइन में क्या हुआ होगा वहां पर आपके पास इंस्ट्रक्शन फेच हुआ होगा डीकोड हुआ होगा तथा उसके बाद आपरेंड फेच हुआ होगा आपरेंड फेच क्या करता है यह मेमोरी से डाटा फेच करता है इसे एग्जीक्यूट होने में कितना समय लगता है यह लगभग 100 साइकिल्स ले सकता है तो उस अगले इंस्ट्रक्शंस का क्या होगा जो की इंस्ट्रक्शन फेच डिकोड के बाद पाइपलाइन में था मान लो अगला इंस्ट्रक्शन ऐड R13 था तो मैं अब क्या करूंगा मैं यह इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर सकता यह इंस्ट्रक्शन R1 के लिए भी इंतजार कर रहा है तो यह भी फंसा हुआ है जब तक की डाटा नहीं आ जाता और तब अंत में यह इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा उसके बाद क्या मैं इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर पाऊंगा इसलिए जब हम की बात करते हैं तो हम यहां पर क्या करने की कोशिश कर रहे होते हैं हम यहां पर कई सारे इंस्ट्रक्शंस को एक साथ ईशु करने की कोशिश कर रहे होते हैं मैं दो इंस्ट्रक्शंस को उठाऊंगा और उन्हें साथ में एग्जीक्यूट करूंगा अब अगर मैं इनऑर्डर एग्जीक्यूशन करता हूं तो इनऑर्डर एग्जीक्यूशन क्या है इनऑर्डर एग्जीक्यूशन में मैं साधारणत अगले इंस्ट्रक्शन को पिक करता हूंजोकि कोड में उपलब्ध है और उसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूं मैं करंट इंस्ट्रक्शन को उठाता हूं उसे ईशु करता हूं मैं अगले इंस्ट्रक्शन को उठाता हूं और मुझे यह चेक करना होता है कि क्या मैं इसे साईंमलटेनियसली ईशु कर सकता हूं या नहीं हो सकता है मैं इसे ईशु कर सकता हूं हो सकता है मैं इसे नहीं कर सकता हूं यह सब डिपेंडेंसीज पर निर्भर करेगा बहुत सारी चीजों पर निर्भर करेगा लेकिन मैं इसे ईशु करने में सक्षम हो सकता हूं मैं इसे ईशु करने में सक्षम नहीं भी हो सकता हूं और करंट इंस्ट्रक्शन को अगले इंस्ट्रक्शन के साथ ईशु करने की संभावना बहुत ही कम है तो मैं इससे कैसे निपटूंगा आमतौर पर आधुनिक प्रोसेसर में एक विंडो हमेशा बनी रहती है इसलिए अगर यह आपका कोड है तो यह आमतौर पर कुछ इंस्ट्रक्शंस की एक विंडो बनाए रखता है तथा यह उन सारे इंस्ट्रक्शंस और आंकड़ों की जांच करता रहता है की कौन से इंस्ट्रक्शंस को उठाकर पैरेलल में एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसलिए अगर यह इंस्ट्रक्शन उठाते हैं तो हो सकता है अगला इंस्ट्रक्शन इस पर निर्भर कर रहा हो तो मैं इसे नहीं उठा पाऊंगा लेकिन इसके अगले वाला इंस्ट्रक्शन पूरी तरह से आत्मनिर्भर है तो यह उस इंस्ट्रक्शन को उठा लेगा तथा इसे करंट इंस्ट्रक्शन के साथ ईशु कर देगा इन सब में बहुत सारी जटिलताएं शामिल है जिसमें हम अभी नहीं जा रहे हैं उदाहरण के लिए आप इंस्ट्रक्शंस को कुछ अलग क्रम में ईशु कर सकते हो लेकिन आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा जिससे कि वह उसी क्रम में पूरा हो सके जैसा कि कोड था इसलिए हम इन सब की जटिलताओं में नहीं जा रहे हैं और यही वास्तव में आउट ऑफ ऑर्डर ईशु कहलाता हैक्योंकि इसे ऐसे इंस्ट्रक्शंस ईशु करने हैं जो कि कोड में सीक्वेंशियल आर्डर में नहीं है इस तरह की स्थिति को हैंडल करने का दूसरा तरीका है वेरी लोंग इंस्ट्रक्शन वर्ड्स तो जैसा कि सुपर पाइपलाइनिंग के केस में होता है बिल्कुल वैसा ही आप यहां पर कई सारे इंस्ट्रक्शंस को एक साथ ईशु करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन यह कौन निर्धारित करेगा कि कौन से इंस्ट्रक्शंस एक साथ एग्जीक्यूट होंगे यह सब रनटाइम पर प्रोसेसर् के द्वारा किया जाता है जब यह कोड की जांच कर रहा होता है उसी समय यह एक विंडो बनाए रखता है और यह निर्धारित करने की कोशिश करता है कि कौन से इंस्ट्रक्शंस एक साथ एग्जीक्यूट हो सकते हैं लेकिन यह हार्डवेयर को जटिल बना देता है लॉजिक को जटिल बनाता है इसलिए इसके बजाय दूसरा रास्ता यह है कि यह भार कंपाइलर को दे दें यह काम में कंपाइलर से क्यों न करा लूं इसलिए जब मैं कोड को कंपाइल कर रहा होता हूं उसी समय मैं सारे इंस्ट्रक्शंस और आंकड़ों को देखकर यह निर्धारित कर लूं कि कौन से इंस्ट्रक्शन को एक साथ एग्जीक्यूट किया जा सकता है VLIW वेरी लोंग इंस्ट्रक्शंस वर्ल्ड आर्किटेक्चर के पीछे यही सिद्धांत है तो यहां पर आपके पास इंस्ट्रक्शन वर्ड्स है जो कि कई सारे इंस्ट्रक्शंस से मिलकर बना है इंस्ट्रक्शन 1 इंस्ट्रक्शन 2 इंस्ट्रक्शन 3 और भी बहुत सारे तथा कंपाइलर यह हिसाब लगाता है कि इन इंस्ट्रक्शंस में आपस में कोई निर्भरता नहीं है यह इंस्ट्रक्शंस एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं तथा इसीलिए मैं इन्हें एक साथ ईशु कर सकता हूं इन दोनों अप्रोच के अपने फायदे नुकसान हैं तो अगर हम डायनॉमिकली VLIW तथा सुपर पाइपलाइनिंग की तुलना करें कि इनमें क्या फायदे और नुकसान हैं तो सुपर पाइपलाइनिंग में बहुत ज्यादा जटिल सर्किटरी है जबकि VLIW में यह निर्णय डायनॉमिकली नहीं लिए जाते यह निर्णय कंपाइलर द्वारा लिए जाते हैं तो सर्किट बहुत सरल हो सकता है हार्डवेयर बहुत ही सरल हो सकता है अब अगर आप सुपर पाइपलाइनिंग कर रहे हैं तब प्रोसेसर यह निर्धारित करने की कोशिश कर रहा है कि कौन से इंस्ट्रक्शन को अपने आप डायनॉमिकली ईशु करना है यह रियल टाइम में करता है वह यह रियल टाइम में करता है जबकि वह ऑफलाइन है और क्योंकि यह रियल टाइम में करता है तो वहां इसकी एक सीमा है कि यह क्या कर सकता है क्योंकि इसको उसी समय कोड देखना होता है और अगले कुछ साइकिल्स में इंस्ट्रक्शन को ईशु करना होता है तो वहां एक बहुत ही छोटी विंडो होती है जिसमें कि इसे यह निर्धारित करना होता है कि किस इंस्ट्रक्शन को उठाकर इसे साईंमल्टेनीएसली ईशु करना है क्योंकि यह सब कुछ रियल टाइम में है लेकिन यह एक बाधा नहीं है जब आप इसे कंपाइलर में कर रहे हो क्योंकि कंपाइलर में करने का मतलब है यह ऑफलाइन हो रहा है आप अपना बहुत सा समय ले सकते हो हां कंपाइलेशन कुछ धीरे होता है लेकिन यह ठीक है आप अपना समय ले सकते हो और तब आप एक बड़ी विंडो में देख सकते होआप और अधिक परम्यूटेशनस कांबिनेशंस को देख सकते हो तथा यह निर्धारित कर सकते हो कि कौन से इंस्ट्रक्शनस एक साथ ईशु किए जा सकते हैं लेकिन VLIW में सुपर पाइपलाइनिंग की तुलना में एक बहुत बड़ी कमी यह है कि इसके पास डायनेमिक स्टेट का दृश्य नहीं है कि इस समय क्या हो रहा हैक्योंकि जब आप एक इंस्ट्रक्शन ईशु करते हो मान लो कि डाटा अभी उपलब्ध नहीं है और आपको इसे फेच करने के लिए मेमोरी में जाना है जो कि कुछ समय लेता है इस आधार पर आप यह निर्धारित करते हो कि कौन सा इंस्ट्रक्शन आप ईशु कर सकते हो और कौन सा नहीं तथा इसमें ब्रांच हिस्ट्री का भी योगदान है फिर से हम इसके अंदर नहीं जाएंगे लेकिन जैसा कि पहले भी एक ब्रांच को बार बार लिया जाता है या नहीं उदाहरण के लिए जब आप लूप को एग्जीक्यूट कर रहे होते हो तब आप ब्रांच को बार बार लेते हो यह सूचना ब्रांच के हिस्ट्री टेबल में बनी रहती है जिसके आधार पर जब आप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे होते हो यह कह सकते हो कि मैंने ब्रांच की यह दशा ली है मैंने यह लूप 10 बार पहले भी ले चुका है तो हो सकता है मैं इसे फिर से ले लुं तो चलो मैं इंस्ट्रक्शन को वहीं से फेच करूंगा और उस पर काम करना शुरू कर दूंगा इस तरह की डाइनेमिक स्टेट कंपाइलर में उपलब्ध नहीं रहती है जबकि सुपर पाइपलाइनिंग में यह सूचना प्रोसेसर के पास उपलब्ध रहती है क्योंकि यह रियल टाइम में होता है तो यह उस सूचना को निर्णय लेने के लिए इस्तेमाल कर सकता है